इस सप्ताह के चौथे व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है हमने इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करना शुरू किया और वहां हमने रिलेशन एक्सट्रैक्शन की विशेष समस्या के बारे में चर्चा की एक एप्रोच जो हाथ से बने पैटर्न का उपयोग कर रहा है इसलिए हम कुछ पैटर्न मैन्युअल रूप से बना सकते हैं और हमने देखा कि इसका उपयोग करके हम एंटिटीस के बीच कुछ रिलेशनस को निकाल सकते हैं और उसके साथ कुछ लिमिटेशन थीं इसलिए हम अब हाथ से बने पैटर्न के अलावा कुछ अन्य एप्रोच देखेंगे बूटस्ट्रैपिंग एप्रोच के साथ शुरू करते है हमने पहले किसी टोपिक में बूटस्ट्रैपिंग एप्रोचेस के बारे में बात की थी जो वर्ड सेंस डिसअम्बिगुईशन पर आधारित है आइए हम देखें कि हम इन तरीकों को रिलेशन एक्सट्रैक्शन के कार्य के लिए कैसे लागू करते हैं यहां आप इन तरीकों का उपयोग केवल तभी करेंगे जब आपके पास बहुत अधिक एनोटेट डेटा नहीं होगा क्योंकि यदि आपके पास पहले से उपलब्ध कुछ एनोटेशन हैं तो आप कुछ सुपरवाइजर एप्रोच का उपयोग कर सकते हैं जो आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं लेकिन मान लें कि आपके पास एनोटेट डेटा नहीं है इसका मतलब है डेटा जहां इसे लेबल किया गया है एंटिटी 1 एक विशेष रिलेशन R द्वारा एंटिटी 2 से संबंधित है यदि आपके पास ऐसा डेटा नहीं है तो आप अपने बूटस्ट्रैपिंग एप्रोच का उपयोग करेंगे आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं है लेकिन आपके पास r संबंध के कुछ सीड इंस्टैंस हैं और यह बहुत आसान है अब सीड इंस्टैंस से क्या मतलब है इसलिए याद रखें कि हम हायपोंयम या मेरोंय्म के बारे में बात कर रहे थे आप सभी कुछ सीड रिलेशन जानते हैं तो बेसमेंट और बिल्डिंग्स मेरोंय्म रिलेशन से जुड़ी होती हैं कार और व्हीकल हायपोंयम रिलेशन से जुड़े होते हैं आप कुछ सीड इंस्टैंस को जानते हैं फिर आपको और क्या चाहिए या आपके पास कुछ पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं और बहुत सारे अनएनोटेटेड डेटा है इसका मतलब है आपके पास बहुत सारे कॉर्पस होने चाहिए जहां आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट डेटा हैं यह अनएनोटेटे हो सकता है और एक सरल टेक्स्ट डेटा है तो यहाँ कुछ सीड पैटर्न का उपयोग कर रहे है इस पूरे डेटा पर कुछ विचार कर रहे है और आप रिलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए बूटस्ट्रैप एप्रोच का प्रयास कर सकते हैं तों यहाँ प्रश्न हैं की मान लीजिए आपके पास कुछ सीड इंस्टैंस हैं तो आप उन्हें कुछ सार्थक करने के लिए कैसे उपयोग करते हैं ताकि आप अन्य एंटिटीस को कहां से एक्सट्रेक्ट कर सकते हैं तो आपके पास कुछ सीड इंस्टैंस हैं आप इस तरह के उदाहरणों को एक्सट्रेक्ट के लिए कैसे उपयोग करते हैं और यहाँ कुछ प्रकार के सेमी सुपरवाईसड एप्रोच पर विचार कर सकते है तो हम यहाँ क्या करते हैं आइए हम कुछ सरल उदाहरण लेते हैं यहाँ मेरा रिलेशन बुरिअल प्लेस है तो X को Y के प्लेस पर बुरिड किया गया है मैं ऐसी सभी एंटिटीस का पता लगाना चाहता हूं जो इस रिलेशन से जुड़ी हुई हैं मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं सबसे पहले मुझे यह देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरे पास कुछ सीड इंस्टैंस हैं या कुछ एंटिटीस है जो इस रिलेशन से जुडी हुई हैं तों मान लीजिए मेरे पास एक इंस्टैंस मार्क ट्वेन है और बुरिड प्लेस एल्मिरा न्यूयॉर्क है तो मेरे पास यह सीड टपल है अब मैं कैसे शुरू करूं तो याद रखें कि हमें किसकी जरूरत है हमें कुछ सीड इंस्टैंस और बहुत सारे कॉर्पस डेटा की आवश्यकता है अब आप इन्टूसन का उपयोग कर सकते हैं कि आप हाथ से बने पैटर्न से आप पैटर्न का पता कैसे लगा रहे हैं तो फिर से हम कुछ सीड इंस्टैंस के साथ शुरू कर रहे है इसलिए बेसमेंट बिल्डिंग की तरह हम कॉर्पस पर जाने की कोशिश कर रहे है और जहाँ भी ये 2 शब्द होते हैं वहां जो पैटर्न होता है वही आप यहाँ कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि मेरे पास 2 एंटिटीस हैं एल्मिरा और मार्क ट्वेन अब आप अपने पूरे कॉर्पस से यह पता लगाने के लिए खोज सकते हैं कि ये सभी 2 एंटिटीस किसी एक वाक्य या किसी निकटता में एक साथ कहां हुई हैं अब जहां भी वे होते हैं आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वे किस पैटर्न में एक दूसरे से जुड़ते हैं और इन पैटर्नस को आप सामान्य रूप से जेनेरिक पैटर्नस कर सकते है बिना किसी मैन्युअल रूप से हर किसी को जाने बिना भी कर सकते है मेरे पास मार्क ट्वेन एल्मिरा है और शायद मैं इसको गूगल कर सकता हूं मै मार्क ट्वेन और एल्मिरा को एक साथ मिलाता हु और देखते है क्या होता है मुझे किस तरह के वाक्य मिलते हैं मार्क ट्वेन इस बुरिड इन एल्मिरा न्यूयॉर्क की तरह मिलता है यह वाक्य है और मुझे पता है कि मेरे पास मार्क ट्वैन X है और एल्मिरा Y है तो मैं तुरंत एक पैटर्न X इस बुरिड इन Y यह मेरा पैटर्न बन जाता है अगला वाक्य द ग्रेव ऑफ़ मार्क ट्वेन इस इन एलमीरा है तो मेरे पास यह पैटर्न हो सकता है द ग्रेव ऑफ़ X इस इन Y है इसी तरह एल्मिरा इस मार्क ट्वेन फाइनल रेस्टिंग प्लेस है तो मेरे पास यह पैटर्न है अब Y इस X फाइनल रेस्टिंग प्लेस और इसी तरह है तो हम यह वाक्य प्राप्त कर रहे हैं और उस वाक्य से एक्सट्रेकटिंग कर रहे हैं जिसमे X और Y एंटिटीस हैं और आप X और Y के संदर्भ में पैटर्न बना रहे हैं आपने यहाँ सिर्फ 1 सीड इंस्टैंस देखा और बहुत से अनएनोटेटेड डेटा से कुछ पैटर्न पता कर सकते हैं एक बार जब आपके पास पैटर्न होते हैं तो आप क्या करेंगे आप इन पैटर्नस का उपयोग अधिक से अधिक ऐसी एंटिटी पेयर्स का पता लगाने के लिए करेंगे जो इस पैटर्न से जुड़ी हैं और जो आपके सीड टपल या सीड इंस्टैंस को बढ़ाएंगी और फिर से आप इस सीड इंस्टैंस का उपयोग कर सकते हैं ताकि कॉर्पस को इस तरह के और पैटर्न मिलें इसे आप इटरेटिव मेनर में कर सकते है जब तक कन्वर्जेन्स होता है और तब तक किया जा सकता है जब तक इसमें से कोई मदद नहीं कर रहा है आपके पास ये पैटर्न हैं और आप इनका उपयोग नए टपल्स की खोज के लिए कर सकते हैं तो सरल फ्लो चार्ट द्वारा वर्णन करें कि आपने मार्क ट्वेन एल्मिरा की तरह सीड टपल्स के साथ शुरू किया था फिर आप कॉर्पस में टपल्स के साथ खोज कर रहे हैं और आप विभिन्न पैटर्न ढूंढ रहे हैं और यह आपका पैटर्न सेट बन जाता है आपके पास सीड पैटर्न पहले से ही हैं लेकिन आपको कुछ पैटर्न मिल रहे हैं अब इस पैटर्न का उपयोग करके आप कॉर्पस को खोज रहे हैं और अधिक टपल्स मिल रहे हैं और मैं उन्हें आपकी रिलेशनल टेबल में रख रहा हूं और जो आपके टपल सेट में जा रहा है अब अपने टपल्स सेट का उपयोग करके आप इन्हें खोज सकते हैं और अधिक पैटर्न का पता लगा सकते हैं और यह आपको बनाए रख सकता है कई इटरेशन में और यह एक बहुत अच्छी एप्रोच है आप देख सकते हैं कि आपको केवल डेटा की आवश्यकता है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध है और आपको कुछ सीड इंस्टैंस की आवश्यकता है और आप इस एल्गोरिथ्म को लागू कर सकते हैं और इसे मैन्युअल रूप से सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इस एप्रोच के साथ कुछ समस्याएं हैं उदाहरण के लिए क्या सीड इंस्टैंस जिसके साथ हम शुरू करते हैं एक अच्छा इंस्टैंस होना चाहिए जैसे कि कॉर्पस में इस सीड की कई घटनाएं होती हैं यदि सीड पेअर कॉर्पस में सही काम नहीं करती है तो आप कई रिलेशनस कई पैटर्न को निकालने में सक्षम नहीं होंगे तो यह इस एप्रोच के साथ एक समस्या है तो यह ओरिजिनल सीड सेट के प्रति संवेदनशील है जिसे आप अपने एल्गोरिथ्म के लिए उपयोग करते हैं और सामान्य तौर पर ट्यून किए जाने के कई पैरामीटर हो सकते हैं उदाहरण के लिए मैं अपने सेट से कितने शीर्ष पैटर्न लेता हु मैं कितनी इटरेशंस से गुज़रूँगा और कितनी बार अपनी पहली खोज के लिए एक ही पैटर्न भेजूँगा कई पैरामीटर हो सकते हैं जिन्हें आपको ठीक करना होगा और हाँ ऐसी कोई संभावित व्याख्या नहीं है इसलिए यह जानना मुश्किल है कि आप प्रत्येक पैटर्न या प्रत्येक टपल में कितना आत्मविश्वास रखते हैं जो आप इस एप्रोच से पा रहे हैं यहाँ इस एप्रोच के साथ कुछ प्रकार की समस्याएं हैं लेकिन यह एक अच्छा तरीका है यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो बिना किसी प्रकार की मशीन लर्निंग मेथड के भी इसे पूरा कर सकते हैं आप कुछ सरल और आसान परिणामों के लिए इस एप्रोच का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हम देखेंगे कि क्या आप एक अधिक प्रणाली का निर्माण करना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के एप्रोच का उपयोग कर सकते हैं हम रिलेशन एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ सुपरवाइसड एप्रोच के बारे में बात कर सकते हैं तो विचार क्या है तो पहले आप परिभाषित करेंगे की किस प्रकार के रिलेशनस को निकालना चाहते हैं इसलिए रिलेशन कई हो सकते हैं जैसे मैं फैमिली रिलेशन निकालना चाहता हूं तो पैरेंट की वाइफ की हसबैंड की और भी और आप कुछ आर्गेनाइजेशन रिलेशन निकाल सकते हैं एम्प्लोयी की सब्सिडियरी की इसलिए हम रिलेशनस के एक समूह को परिभाषित करेंगे अब प्रत्येक रिलेशन के लिए आपको डेटा मिलेगा और डेटा लेबल होगा उनमे कुछ मैनुअल लेबलिंग शामिल करनी चाहिए जिसमें किसी को डेटा लेबल करना होगा कि इस वाक्य में ये एंटिटीस इस रिलेशन से जुड़े हैं तो आप एक प्रतिनिधि कॉर्पस चुनेंगे जहाँ आपको लगता है कि इस रिलेशन के कुछ उदाहरण हो सकते हैं अब आप कॉर्पस में नेम्ड एंटिटीस को लेबल करेंगे और एंटिटीस के बीच रिलेशन को लेबल करेंगे तों क्या होगा आपके पास एक कॉर्पस है जिसमे वाक्य S1 S2 S3 S4 है और आप वाक्य में कहते हैं यह एंटिटी 1 यह एंटिटी 2 है और आप जानते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशन है इसी तरह यहां 1 एंटिटी 1 प्राइम एंटिटी 2 प्राइम और यहाँ कुछ रिलेशन प्राइम है और इसके लिए आपको हैंड लेबलिंग की आवश्यकता है इसलिए लेबल लगाना होगा इसलिए एक बार जब आपके पास ये हैंड लेबल होते हैं तो वे आपके जैसे होते हैं इसलिए यह आपके बोल्ड स्टैण्डर्ड की तरह है जिसे आप अपने ट्रेनिंग के साथ साथ डेटा की टेस्टिंग भी कर सकते हैं हम इस वाक्य का उपयोग करके आपके सिस्टम को ट्रेन करेंगे यदि ये एंटिटीस हैं तो उनके बीच एक रिलेशन है तो एक नए वाक्य में मान लीजिए 2 एंटिटीस हैं उनके बीच संबंध है तो यह कुछ मशीन लर्निंग मॉडल हो सकता है जिसे आप इस गोल्ड स्टैण्डर्ड का उपयोग करके निर्मित कर सकते हैं और फिर आप टेक्स्ट में ट्रेनिंग डेवलपमेंट ब्रेक लेंगे जो मशीन लर्निंग में सामान्य अभ्यास है और फिर आप ट्रेनिंग सेट पर एक क्लासिफायर ट्रेन करेंगे अब यह एक समस्या हो सकती है जब आप सामान्य रूप से इस एप्रोच का उपयोग कर रहे हैं तो 100 रिलेशनस हो सकते हैं और आपको इसकी आवश्यकता है जब आपको 2 एंटिटीस के बीच एक वाक्य दिया जाता है तो कई रिलेशनस हो सकते हैं लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं भी हो सकता है तों 2 एंटिटी एक वाक्य में घटित हो रही हों लेकिन वे किसी भी रिलेशन से जुड़ी नहीं हैं Refer Time 1104 इसका मतलब उनके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है आप एक वाक्य में पहला स्टेप क्या कर सकते है मुझे पता है कि सभी एंटिटीस क्या हैं और यह पहला स्टेप मुझे बताता है कि कौन सी 2 एंटिटी जुड़ी हुई हैं और कौनसी 2 एंटिटी जुड़ी नहीं हैं और एक बार इस स्टेप का आउटपुट आता हैं तों आप जानते हैं कि ये 2 एंटिटी आपस में जुड़ी हुई हैं तों यह जानने के लिए अपने अतिरिक्त क्लासिफायर को चलाते हैं कि उन सभी रिलेशनस के बीच आपस में क्या रिलेशन है जो आपके पास हैं ऐसा लगता है कि यह इस रिलेशन एक्सट्रैक्शन के क्षेत्र में काम कर रहा है सबसे पहले आपको पता चलता है कि कौनसी एंटिटीस जुड़ी हुई हैं और दूसरा उनके बीच क्या रिलेशन है तो यह 2 स्टेप एप्रोच है तो आप एक वाक्य में नामित एंटिटीस के सभी पेयर्स पाते हैं और अतिरिक्त स्टेप से एक सरल बाइनरी क्लासिफायर का निर्माण कर सकते हैं तो यह हां है या ना है और इससे हम फैसला करते है कि 2 एंटिटी संबंधित हैं या नहीं और अगर आपको कोई जवाब मिलता है और अगर हां है तों एक अन्य क्लासिफायर का उपयोग यह पता लगाने के लिए कि इन 2 एंटिटी के बीच क्या रिलेशन है और यह मदद क्यों करेगा क्योंकि पहले स्टेप के निर्माण में आप बहुत सी अतिरिक्त पेयर्स को समाप्त करने में सक्षम होंगे जो किसी भी रिलेशन में शामिल नहीं हैं इसलिए हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे और जो केवल उन एंटिटीस के बारे में सोचेंगे जो शायद किसी रिलेशन से जुड़े हैं अन्य लाभ यह हो सकता है कि आप उन फीचर्स के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग आप पहले स्टेप के लिए करेंगे जो यह पता लगा रहे हैं कि रिलेशन है या नहीं और दूसरा स्टेप यह है कि यदि यह रिलेशन वह रिलेशन है जो आप सोच सकते हैं जिसमे फीचर्स का सेट है तों आप इन दोनों स्टेप्स के लिए दोनों का अर्थ कर सकते हैं यहाँ एक दृश्य है यह कैसा दिखेगा तो मान लीजिए कि आपके पास यह वाक्य है अमेरिकन एयरलाइंस ए यूनिट ऑफ़ एएमआर इमीडियेटली मेच्ड ड मूव ए स्पोक्समैन टिम वैगनर अब मान लीजिए कि पहले स्टेप का उपयोग करके आपको पता चला कि अमेरिकन एयरलाइंस और टिम वैगनर एक रिलेशन से जुड़े हैं अब आप यह पता लगाना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है तो यहां एक वाक्य है 2 एंटिटीस में आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि इन सभी संभावनाओं के बीच क्या रिलेशन है फैमिली रिलेशन सिटीजन रिलेशन सब्सिडियरी रिलेशन फाउंडर रिलेशन और भी है तों यहाँ बहुत सारे रिलेशन हैं जो आप जानना चाहते हैं कि इन 2 एंटिटीस के बीच क्या रिलेशन है अब आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे आपके पास बहुत सारे लेबल्ड डेटा है जब आप जानते हैं कि ये एंटिटीस हैं और यह उनके बीच का रिलेशन है तो क्लासिफिकेशन में हम इस लेबल डेटा से क्या करते हैं हम कुछ प्रकार के फीचर्स पर एब्सट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम ऐसा कहेंगे ये फीचर्स हैं जो मैं इस वाक्य में देख रहा हूं और ये फीचर्स रिलेशन 1 को दर्शाते हैं अन्य वाक्य मैं भी इस तरह के फीचर्स को देख रहा हूं जो रिलेशन 2 और इसी तरह से संकेत कर रहे हैं तो यह मेरे ट्रेनिंग डेटा से होगा अब फिर से अटैच्ड डेटा मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या फीचर्स हैं और इन फीचर्स का उपयोग करके मैं इस पिछले उदाहरणों में से एक के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा जो मैंने ट्रेनिंग डेटा में देखा है यह सरल इलस्ट्रेशन है लेकिन यह आम तौर पर इससे अधिक कोम्प्लेस है और यह मूल विचार है इसलिए पूरा प्रयास यह तय करने में जाता है कि मेरे आइडियल फीचर्स क्या होने चाहिए जिनके द्वारा मैं अपने सभी डेटा पॉइंट्स का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं तो मैं कैसे कहूँ ये 2 इस रिलेशन से जुड़े हैं इन एंटिटीस के कांटेक्स्ट में आसपास की विभिन्न चीजें क्या हैं जिनका उपयोग मुझे निर्णय लेने के लिए करना चाहिए प्रत्येक इंजीनियरिंग का आपका कार्य यह पता लगाना है कि ऐसी कौनसे फीचर्स हैं जो इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे अधिकांश एनएलपी एप्लीकेशन में से यह मुख्य चुनौतियों में से एक है जो इस कार्य के लिए पता लगाता है कि फीचर्स के उपयुक्त सेट क्या हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे यहां आप उन विभिन्न कॉन्सेप्ट्स का उपयोग कर सकते हैं जो इस कोर्स में शामिल हैं तो यह सरल लैंग्वेज मॉडल से शुरू होता है पार्ट ऑफ़ स्पीच टैग्स डिपेंडेंसी पार्स सिंथेटिक पार्स आप परिभाषित करने और पता लगाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं इस कार्य में आपके क्या फीचर्स हैं और आपको यहां बहुत सारे उदाहरण दिखाई देंगे और यह एक है इसलिए यदि आप अपना स्वयं का सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको इस बात पर विचार करना शुरू करना होगा कि डेटा से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि क्या हैं जो मैं अपनी फीचर्स के रूप में उपयोग करता हूं याद रखें फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिससे आपको लगता है कि यहां विभिन्न रिलेशनस के बीच भेदभाव करने में मदद कर सकती हैं तो यह मेरी मदद कर सकता है मुझे बताएं कि क्या यह एक फैमिली रिलेशन है बनाम यह एक सिटीजन रिलेशन है तो क्या विभिन्न चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं ये विभिन्न शब्द हैं जो कांटेक्स्ट में होते हैं ये स्पीच टैग्स का हिस्सा हैं या यह कुछ और है तो आप यहाँ फीचर्स के संदर्भ में एब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आइए देखते हैं कि किस प्रकार के फीचर्स हैं जिसे हम इस कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं मेरे पास अमेरिकन एयरलाइंस वाक्य हैं और मेरी प्रारंभिक फीचर्स मेरे मेंशन में जो शब्द हैं वो हो सकते है जैसे M1 और M2 तो M1 अमेरिकन एयरलाइंस है M2 टिम वैगनर है तो कौन से शब्द है जो इन 2 मेंशनस में ले सकते है तो यहाँ फीचर शब्द फीचर्स का बैग हो सकता है तो मेंशन 1 अमेरिकी एयरलाइंस शब्द का उपयोग करता है और मेंशन 2 टिम वैगनर जैसे शब्दों का उपयोग करता है तो ये सरल फीचर्स हैं मैं यह उपयोग कर सकता हूं कि इन 2 मेंशनस के हेडवर्ड क्या हैं मेंशन 1 के हेडवर्ड एयरलाइंस है और मेंशन 2 के लिए यह वैगनर है 1 प्लस 2 एयरलाइंस प्लस वैगनर का हेडवर्ड क्या है आप इस हेडवर्ड तरह के फीचर्स का उपयोग क्यों कर रहे हैं तो यहां आपके पास अमेरिकन एयरलाइंस हैं लेकिन मान लीजिए कि इंडियन एयरलाइंस या कुछ अन्य एयरलाइंस की तरह कुछ है कैप्चर E1 का उपयोग और हेडवर्ड का उपयोग करके एक नया शब्द जिसमें एक ही हेडवर्ड है लेकिन प्रारंभिक शब्द अलग था इसे टिम वैगनर के साथ हेडवर्ड का उपयोग करके कैप्चर किया जा सकता है तो आप हेडवर्ड द्वारा यहाँ उपनाम कैप्चर कर रहे हैं लेकिन मान लें कि किसी और का उपनाम वैगनर है तो यह भी इस्तेमाल किया जा सकता है मैं उपयोग कर सकता हूं उन शब्दों का जो मेंशनस के आसपास आ रहे हैं टिम वैगनर के बाद अमेरिकन एयरलाइंस के पहले क्या शब्द आ रहे हैं और बीच में क्या शब्द हैं तो मेरे फीचर्स क्या हो सकते हैं M 1 M 2 के बाएं और दाएं विशेष पोजीशन पर शब्द M 2 से पहले का शब्द क्या है इट इस ए स्पोक्समैन तों M 2 में आगे के क्या शब्द है ऐसा कहा जाता है आप यहां क्या एब्सट्राक्टिंग कर रहे हैं मेरे पास एक एंटिटी है जिसके पहले मेरे पास एक स्पोक्समैन शब्द है और अगला शब्द सेड है तों नया कांटेक्स्ट मैं देखता हूं पहले व्हाट इस स्पोक्समैन है बाद में सेड है यह संकेत दे सकता है कि यह रिलेशन हो सकता है ए स्पोक्समैन X सेड यह इस संबंध का एक अच्छा संकेत हो सकता है आप 2 एंटिटीस के बीच शब्दों या बाईग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ 2 एंटिटीस के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्द क्या हैं तो हम कहेंगे एएमआर AMR जैसे शब्दों ने तुरंत एक स्पोक्समैन यूनिट वगैरह से मिलान किया वे सभी 2 एंटिटीस के बीच घटित हो रहे हैं और वे सभी हमारे फीचर्स के रूप में हैं आपने पास नेम्ड एंटिटी टाइप और मेंशन टाइप फीचर्स हैं उदाहरण के लिए मेंशन के लिए नेम्ड एंटिटी टैग क्या है तो यह अमेरिकन एयरलाइंस आर्गेनाइजेशन की तरह है तो आप विभिन्न नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन टूल्स का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप किसी भी क्षेत्र में चला सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि विभिन्न नेम्ड एंटिटीस क्या हैं तो यह कहा जाता है कि मेंशन 1 आर्गेनाइजेशन में है इसी तरह मेंशन 2 एक पर्सन है तो यह अच्छा फीचर हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है यह एक आर्गेनाइजेशन है यह एक पर्सन है तो उनके बीच क्या संबंध हो सकता है और हाँ यह एक साथ भी हो सकता है आर्गेनाइजेशन पर्सन में 1 से 2 के लिए नेम्ड एंटिटी क्या है तो आप यह भी पता लगा सकते हैं कि मेंशन के एंटिटी लेवेल्स नोमिनल है या प्रोनाउन है तो यहाँ पहला एक नाम है और दूसरा भी एक नाम है लेकिन मान लीजिए कि आपके पास वाक्य में ही है तों हम इसे प्रोनाउन के रूप में कह सकते हैं यदि आपके पास कंपनी जैसा शब्द है तो आप इसे नोमिनल के रूप में कहेंगे तो ये सभी आपके फीचर्स भी हो सकते हैं अब मान लीजिए कि आप उन दोनों के बीच डिपेंडेंसी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप वाक्य को डिपेंडेंसी ग्राफ में बदलते हैं तो 2 एंटिटीस के बीच क्या संबंध है जिस ट्री से वे जुड़े हैं उसमें विभिन्न ब्रान्चेस क्या हैं तो मान लीजिए कि आपको यह डिपेंडेंसी ग्राफ लगता है वे इस पाथ से जुड़े हुए हैं सेड और यू वैगनर एयरलाइनों मैचड हैं तो इस पाथ के आधार पर भी कुछ फीचर्स का उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो यह हो सकता है कि इस पाथ में आने वाले शब्द या पूरी तरह से पूर्ण पाथ क्या हैं यहाँ डिपेंडेंस का हेडवर्ड क्या है तों डिपेंडेंसी हेडवर्ड का मुख्य वर्ड 1 है तो आपके पास एयरलाइन्स मैचड एयरलाइन्स के लिए डिपेंडेंसी शब्द के एक और हेडवर्ड के लिए 2 है हमारे पास डिपेंडेंसी सेड एंड वेगनर एक तत्काल डिपेंडेंसी फीचर हो सकती है मैचड एयरलाइंस सेड वेगनर है तों पाथ एयरलाइन्स मैचड सेड वेगनर और आप कुछ अन्य फीचर्स के बारे में भी सोच सकते हैं कि वे उस डिपेंडेंसी ग्राफ में कितने लेबल पर हैं और कितने अलग अलग शब्दों से जुड़े हुए हैं और फिर आप चंकिंग भी कर सकते हैं और फीचर्स का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आप उन्हें चंक करते हैं तो आपको अमेरिकन एयरलाइंस एएमआर वगैरह की एक यूनिट मिल जाएगी और आपका फीचर यह हो सकता है कि वह कौन सा चंक है जिसमें वह भाग लेता है कि इसके बाद अगला चंक क्या है और इसी तरह से आप कोन्स्टीटूएनसी पार्स फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं आपके पास यहां 2 शब्द हैं अमेरिकन एयरलाइंस और टिम वैगनर और यह वाक्य का पार्ट है तो आप यहां से नाउन फ्रेज के लिए पाथ का उपयोग इस विशेष नाउन फ्रेज के लिए कर सकते हैं जो टिम वैगनर को जोड़ता है नाउन फ्रेज से एक वाक्य के लिए और एक वाक्य से नाउन फ्रेज तक का क्या पाथ है और यह पाथ फिर से सहायक हो सकता है आप यहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं कि वे जिस ट्री पर हैं उसमें क्या लेबल है और सिबलिंग क्या है तो ये आपके विभिन्न फीचर्स हो सकते हैं कुछ प्रकार के फीचर्स हो सकते हैं जिन्हें आप विभिन्न गज़ेटर और विभिन्न किनशिप शर्तों से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके रिलेशनस में मदर ऑफ और पेरेंट्स ऑफ हैं तो आप कुछ किनशिप शर्तों का उपयोग कर सकते हैं जैसे पेरेंट्स वाइफ हसबैंड ग्रैंडपैरेंट वगैरह की तरह और यह भी विभिन्न इलेक्ट्रिकल स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि वर्डनेट और फिर आप विभिन्न गजेटर्स का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि कंट्री नाम लिस्ट में क्या हैं तो आप देख सकते हैं एंटिटी 1 के बाद अगला शब्द कंट्री का नाम है या एंटिटी 2 के बाद पिछला शब्द है किसी भी कंट्री का इसी तरह बहुत प्रसिद्ध हस्तियों या व्यक्तियों के नाम के लिए इन सभी को आपके फीचर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो आपके पास यह कार्य है जिसे आपको रिलेशनस का पता लगाना है और आपको इस कार्य को करने में सक्षम होना चाहिए हम देख रहे हैं कि हम विभिन्न प्रकार की फीचर्स का बहुत उपयोग कर रहे हैं और इसलिए वे उन सभी विभिन्न कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें आपने इस कोर्स की मूल बातों में देखा है आपके पास कंट्री नाम लिस्ट अन्य एंट्रीज़ वगैरह हो सकती हैं एक बार जब आप पहचान चुके हैं कि आपके फीचर्स क्या हैं तो क्या होगा यदि आप ट्रेनिंग डेटा कर रहे हैं तो प्रत्येक इंस्टैंस को आप एक फीचर वेक्टर में परिवर्तित कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि वे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस विशेष अर्थ में शामिल हैं और फिर आपके द्वारा बनाए गए विभिन्न क्लासिफायर का उपयोग करके एक नया वाक्य दिया जा सकता है मुझे यह पता कैसे चलेगा कि 2 एंटिटीस का संबंध है और उनमे क्या संबंध है और फिर आप मल्टी क्लासिफ़ायर का उपयोग कर सकते हैं जैसे नैव बायेस क्लासिफ़ायर या एसवीएम SVM या मैक्सेंट MaxEnt वगैरह यह नियम है कि आप हमेशा ट्रेनिंग सेट पर ट्रेन करेंगे फिर डेवलपमेंट सेट पर और टेस्ट सेट से परीक्षण करते हैं आपको अपने फीचर्स या जो भी पैटर्न बनाने के लिए अपने टेस्ट सेट का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए आपको इसे सेट की तरह कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए इसे आपको अलग रखना चाहिए इसलिए आप केवल अपने डेवलपमेंट सेट पर ट्यून करेंगे यदि आप अपने ट्रेनिंग सेट को अपने क्लासिफायर पर चलाते हैं और शुरू में डेवलपमेंट सेट पर टेस्ट करते हैं यदि यह काम नहीं करता है तों इसको संशोधित कर सकते है और एक बार जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो टेस्ट सेट पर सटीकता का पता लगाएं और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या लोग पहले से ही कुछ कर रहे हैं तो आप दूसरों के साथ तुलना कर सकते हैं तो अब मैं कैसे करूँ इसलिए एक बार आपने यह क्लासिफायर किया है तो आप अपना प्राप्त करेंगे की क्लासिफायर इस वाक्य में टैग करेगा कि ये 2 एंटिटीस इस रिलेशन से जुड़ी हुई हैं अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हम सिस्टम से तुलना कैसे करते हैं इसके लिए हम इवैल्यूएशन मेजर्स या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या हैं मैं इसका मूल्यांकन कैसे करूँ इसलिए मानक में कि मूल्यांकन मैट्रिक्स हैं सटीक क्या है रिकॉल क्या है और F मेजर क्या है तो मैं इन्हें कैसे डिफाइन करूं सटीक रिकॉल वगैरह क्या है तो यहाँ सरल परिभाषाएँ हैं मान लीजिए मैं इसे प्रत्येक रिलेशन के लिए अलग से कर रहा हूं तो सटीकता यह होगी कि निकाले गए रिलेशनस की कुल संख्या से विभाजित सही ढंग से क्लासिफाइड या एक्सट्रेक्टेड रिलेशनस की संख्या है ऐसा लगता है मेरा सिस्टम यह दे रहा है इसलिए ये एंटिटीस इन एंटिटीस पेयर्स से एक रिलेशन R से जुड़ी हैं यह मेरे सिस्टम का आउटपुट है अब गोल्ड स्टैण्डर्ड से मान लीजिए कि यह सही है और यह गलत है सिस्टम 4 आउटपुट देगा 3 सही हैं तो यहाँ प्रिसिशन 3 बाय 4 होगी इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण मेट्रिक कि मेरे सिस्टम में उच्च प्रिसिशन होनी चाहिए जो भी रिलेशनल प्रेडिकटिंग हो वह सही होनी चाहिए अन्य मापदंड क्या हैं मानदंड को याद किया जाता है कि सही ढंग से निकाले गए रिलेशनस की संख्या क्या है लेकिन मेरे सिस्टम ने कुल गोल्ड स्टैण्डर्ड रिलेशनस से विभाजित है अब उस 2 के बीच के अंतर को देखना महत्वपूर्ण है तो हम रिकॉल में क्या करेंगे तो सिस्टम आउटपुट को यह देखने की आवश्यकता है कि मेरे गोल्ड स्टैण्डर्ड रिलेशनस क्या हैं I मेरे पास 5 एंटिटीस हैं मुझे पता है कि ये एंटिटीस इस रिलेशन से जुड़ी हुई हैं और मान लें कि मेरे सिस्टम से पता चला है तों यह 3 है जैसे डिस डिस एंड डिस और सिस्टम यह पता नहीं लगा सका की डिस एंड डिस है मेरे सिस्टम का रिकॉल क्या है मेरा सिस्टम 5 में से 3 को संभावित रिलेशन से बुला सकता है तो यहाँ याद रखें 3 बाय 5 होगा और यह मैं हर रिलेशन के लिए स्वतंत्र रूप से कर सकता हूं मैं दिखा सकता हूं कि मेरा सिस्टम इस रिलेशन को इस रिकॉल के साथ इस प्रिसिशन के लिए काम करता है अब एक मेट्रिक भी है जहाँ आप इन 2 को जोड़ सकते हैं और जिसे f मेजर कहा जाता है और आप किसी प्रकार के हार्मोनिक मीन को लेते है तो यह P प्लस R द्वारा विभाजित 2 PR है आप प्रिसिशन रिकॉल का एक हार्मोनिक मीन लेंगे और इसे आपका f मेजर कहा जाता है तो यह f मेजर है P प्लस R द्वारा विभाजित 2 PR है हालांकि ऐसे वेरिएशनस हैं जहां आप प्रिसिशन और रिकॉल के लिए अलग अलग वेट दे सकते हैं लेकिन यह काफी स्वीकृत उपाय है कि आप प्रिसिशन रिकॉल के लिए एक समान वेटेज दें और F1 का पता लगाएं अब अगर हम सुपरवाईसड रिलेशनस एक्सट्रैक्शन कार्य को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं तो हमने यहां क्या किया तो सामान्य तौर पर कुछ रिलेशन के लिए उच्च सटीकता प्राप्त कर सकते है अगर हमारे पास बहुत सारे हाथ से लेबल ट्रेनिंग डेटा है तों अधिकांश मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके पास कितना लेबल डेटा है इसलिए यदि आपके पास बहुत सारे डेटा हैं तो वे आपको बेहतर बेहतर और बेहतर सटीकता दे सकते हैं तो वह एक बोतलनैक भी है इसलिए आपको अच्छी सटीकता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत अधिक डेटा लेबल करने की आवश्यकता है तो यह यहां की सीमाएं हैं इसलिए बड़े ट्रेनिंग सेट और एंटिटीस को लेबल करना बहुत महंगा हो सकता है और यह अलग अलग रिलेशनस के लिए सामान्यीकरण नहीं कर सकता है मैंने कुछ रिलेशनस के लिए लेबल किया है लेकिन मान लीजिए कि मैं अब कुछ नए रिलेशन निकालना चाहता हूं मैं इस लेबल का उपयोग नहीं कर सकता मुझे नए रिलेशन के लिए नए लेबल प्राप्त करने की आवश्यकता है मैंने जो कुछ भी लेबल किया है मॉडल केवल उन रिलेशनस को निकालने में सक्षम होगा एक नये रिलेशन के लिए मुझे फिर से लेबलिंग करना पड़ेगा तो यह भी सामान्य नहीं है इसलिए हमने एप्रोच की मांग की इस व्याख्यान में हमने देखा कि आप बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं जहा आप बहुत सारे डेटा का एनोटेट नहीं करना चाहते हैं कुछ सीड इंस्टैंस के लिए जाते हैं लेकिन यदि आप बहुत सारे डेटा एनोटेट कर सकते हैं तो आप एक सुपरवाईसड एप्रोच का उपयोग कर सकते हैं और वे मुख्य समस्या है लेबलिंग के बाद उन दिलचस्प फीचर्स का पता लगाएं जो इस कार्य में मदद कर सकती हैं इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान में आप एक दिलचस्प एप्रोच देखेंगे जो इन 2 एप्रोच को एक साथ मिश्रित करता है बूटस्ट्रैपिंग और सुपरवाईसड एप्रोच और यह कई अलग अलग रिलेशनस के लिए भी सामान्यीकृत हो सकता है जो आपके पास हैं तो इस एप्रोच को डिस्टेंस सुपर प्रोविज़न कहा जाता है अगले व्याख्यान में हम उस एप्रोच के बारे में बात करेंगे